मैं मूल सर्किट को फिर से लेती हूँ इस Vc के संदर्भ में इसे नियंत्रित करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था वैसे मैं किसी अन्य वेरिएबल के संदर्भ में डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकती थी मान लीजिए करंट Ic या वोल्टेज VR और इसी तरह उस स्थिति में आपको क्या मिलेगा कृपया इसे कर के देखे कृपया वेरिएबल के रूप में Ic या VR के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करें और इसकी तुलना जो मैं काम करने जा रही हूं उससे करें वैसे इस Vc के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था तो यह वही था यह इस सर्किट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है फिर इसे Vc यानी कैपेसिटर वोल्टेज के संदर्भ में लिखा गया है अब सर्किट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को अन्य संभावित वेरिएबल के रूप में लिखते है जैसे कि रेसिस्टर के पार वोल्टेज VR या कैपेसिटर में से प्रवाहित करंट Ic तो हम देखते है कि VR और कुछ नहीं है यह किरचॉफ वोल्टेज लॉ से आता है तो इससे हम देखते है कि Vc है अब दोनों पक्षों को डिफ्रेंशिएट करते है तो हमें dVcdt dVsdt dVRdt मिलेगा और इन दोनों संबंधों को उस एक में प्रतिस्थापित करने पर हमें निम्नलिखित मिलता है जो कि RC × dVsdt dVRdt Vs VR Vs है इसलिए यदि आप टर्म्स को पुनर्व्यवस्थित करते है तो आप देखेंगे कि यह R C d VR d t VR RC × Vs का टाइम डेरीवेटिव है और यदि हम जानते है कि Vs एक कॉन्स्टन्ट है तो हमें RC × dVR dt VR 0 मिलेगा तो यह है यदि आप जानते है कि Vs एक कॉन्स्टन्ट है तो ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका बायाँ भाग और वहाँ का बायाँ भाग एक ही रूप में है तो पहले डेरीवेटिव का कोएफ़िशिएंट RC है और VR का कोएफ़िशिएंट 1 है अब हम Ic के संदर्भ में कोशिश कर सकते है और यह समान होगा Ic और कुछ नहीं बल्कि Vs Vc R है और यदि मैं Vc को इस रूप में लिखती हूँ तो देखें कि यह Vs Ic × R है तो Vc का टाइम डेरीवेटिव यह Vs का टाइम डेरीवेटिव माइनस R x Ic का टाइम डेरीवेटिव है और अगर मैं इन दोनों को वहां प्रतिस्थापित करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा RC × dVs dt R dIc dt Vc जो Vs माइनस Ic × R है और दाहिने हाथ की ओर हमारे पास Vs है और यदि आप इसे पुनर्व्यवस्थित करते है तो हमें R C d Ic dt Ic C × d Vs d t मिलेगा और फिर यदि Vs एक कॉन्स्टन्ट के रूप में जाना जाता है तो हमारे पास RC dVs dt Ic 0 होगा ठीक है मैंने तीनों को बाईं ओर वेरिएबल और दाईं ओर स्रोत के साथ लिखा है तो आप इन तीन डिफरेंशियल इक्वेशन्स के बारे में क्या देखते है कुछ देखते है या नहीं बायां हाथ बिल्कुल समान है डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजेनियस भाग समान है और यह किसी भी सर्किट का एक सामान्य गुण है अब ऐसा नहीं है कि पहले हमें कैपेसिटर वोल्टेज का समाधान Vs Vc Vs exp tR C के रूप में मिला था अब यदि आप इसे देखें तो बायां हाथ बिल्कुल वैसा ही है इसका मतलब है कि हर चीज का होमोजेनियस भाग समान है तो वे सभी चाहे Vc कुछ × exp t R C होगा जो कि Vc का होमोजेनियस समाधान है इसी तरह Ic भी उसी तरह होगा और VR भी उसी तरह होगा ये नैचरल रेस्पॉन्सेस या ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स या होमोजेनियस समाधान है अब यह किसी भी सर्किट का एक सामान्य गुण है और इसका फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है इसलिए यह पता चलता है कि हायर ऑर्डर के लिए आपको एक्सपोनेंशियल का संयोजन मिलेगा यह ठीक वैसे ही है जैसे हमारे पास यहां एक टाइम कॉन्स्टन्ट है हायर ऑर्डर इक्वेशंस के लिए आपके पास कई टाइम कॉन्स्टन्ट और कई एक्सपोनेंशियल होंगे तो सर्किट में किसी भी वेरिएबल का नैचरल रेस्पॉन्स चाहे वह कोई करंट हो या वोल्टेज बिल्कुल समान होगा इसलिए अगर मैंने आपसे इस लूप में करंट या रेसिस्टर के आर पार वोल्टेज के लिए कहा था तो आपको फिर से सर्किट को हल करने की आवश्यकता नहीं है समाधान बिल्कुल उसी रूप में होगा और पीसवाइज इनपुट के लिए भी सब कुछ उसी रूप में होगा Vc हम पहले से ही जानते है हम इस पर थोड़ा विस्तार करेंगे Vc माइनस Vs और Ic मूल रूप से अंतिम मान होगा जिसे मैं Ic ∞ Ic माइनस Ic ∞ के रूप में लिखूंगी यह सामान्य रूप है प्रारंभिक ऋण अंतिम मूल्य क्षय हो रहे एक टाइम कॉन्स्टन्ट RC के साथ अंत में VR भी वही होगा V R ∞ जो अंतिम मान प्रारंभिक और अंतिम मानों के बीच का अंतर × exp t R C है इन सभी का टाइम कॉन्स्टन्ट समान है तो आपको किसी भी जटिल सर्किट में किसी भी वेरिएबल के लिए समाधान निकालने में सक्षम होना चाहिए